Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur सिंगल फेज AC सर्किट्स इसलिए मैं अभी भी होऊंगा आखिरी वीडियो अंतिम वीडियो कक्षा हमने देखा है कि हमने DC सर्किट तक किया है DC DC के लिए सर्किट के लिए अब हम आपके AC सर्किट के लिए शुरुआत करेंगें पहले हम क्या करेंगें हम सिंगल फेज AC सर्किट लेंगें फिर जायेंगें आपके मैनुअल आपके रेजोनेंस और साथ ही साथ AC सर्किट के लिए उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए और फिर हम लेंगें वह आपका थ्री फेज AC सर्किट्स और उसके बाद हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर विचार करेंगें और मैं और संक्षिप्त परिचय में सब पर चर्चा की गई है फिर 3 फेज इंडक्शन मशीन वहाँ भी समतुल्य सर्किट तक और कुछ उदाहरण और उसके बाद DC मशीन अर्थात मुख्य रूप से DC मोटर ठीक है तो पहले हम करेंगें अब हम सिंगल फेज AC सर्किट के साथ शुरुआत करेंगें ठीक है इसलिए एक सिंगल फेज AC सर्किट के साथ शुरू करने से पहले हमें जो देखना है वह है हमें करना है जो कहते है देखें कि EMF कैसे जनरेट होता है थोड़ा बहुत बुनियादी विचार Refer Slide Time 0122 इसलिए गणित और अन्य चीज देने से पहले केवल उदाहरण के लिए मान लें दो चुंबकीय पोल है यह N पोल है और यह S पोल है ठीक है वहाँ s पोल और एक कॉइल है वहाँ एक कॉइल है यह कॉइल का एक साइड है यह कॉइल का दूसरा साइड है यह साइड A है और यह साइड B है और sub मतलब इसे प्राइम नंबर कहा जाता है माना यह कॉइल परिक्रमण कर रही है यह एंटीक्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर रहा है इसे यहाँ दिखाया गया है यह रोटेट कर रहा है इसमें क्षमा करें यह एंटीक्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर रहा है ठीक है अब जब यह है पर आरेख में जो कुछ भी इससे ड्रा किया गया था इसलिए यह वास्तव में क्षैतिज पोजीशन में है ठीक है तो फ्लक्स वास्तव में यह N पोल और S पोल है तो जब फ्लक्स वास्तव में N से S पोल की ओर नीचे की ओर जा रहा है ठीक है यह नीचे की साइड जा रहा है फिर यह कॉइल यह कॉइल का एक साइड है यह कॉइल का दूसरा साइड है मान रहे है यह एक सिंगल टर्न है ठीक है और इसके साथ वहाँ एक प्रतिरोधक यहां जुड़ा हुआ है इस प्रकार उचित कि क्या वोल्टेज जनरेट होता है इसलिए कुछ प्रतिरोध सुधारे गये प्रतिरोध इस प्रकार जुडें हुए है कि करंट प्रवाहित होगी ठीक है लेकिन हम करेंगें हमारे पास इस स्तर पर हमारी रुचि ऐसी नहीं है केवल एक चीज है कि EMF कैसे जनरेट होता है ठीक है इसलिए जब यह एक क्षैतिज पोजीशन होती है तो यह है कॉइल का यह साइड और कॉइल का यह साइड यह है वास्तव में बाहर होगा के क्या कहते है उस फ्लक्स एरिया को ठीक है क्योंकि मूल रूप से यह है एक N और S के बीच में यह एक कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन जब यह कॉइल परिक्रमण कर रही है यह फ्लक्स को काट रही है ठीक है इसलिए इस मामले में इसलिए यह साइड और वह साइड यह हमारी रिफरेन्स पोजीशन है तो जब यह क्षैतिज पोजीशन पर होता है वहाँ कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा इसका अर्थ है अगर इस आरेख को यहाँ से यहाँ तक देखें यह साइड A है और यह साइड B है ठीक है इसलिए यह लिया जा रहा है जब यह इस तरह से परिक्रमण कर रहा है यह दिखाया गया है मान लीजिए यह मूव कर गया जिसे कहते है θ से ठीक है और θ ω t के बराबर है तो लेकिन जब यह है यह साइड है एक मतलब जैसा कि यह एक कंडक्टर है यह इस प्रकार दिखाता है यह साइड A है और यह साइड B है तो यह साइड मान लें जब क्षैतिज पोजीशन यह साइड A है और जब यह है यह साइड यह है B माना ठीक है और यह पोजीशन जब यह इस पोजीशन पर है यह फ्लक्स आ रहा है यह आ रहा है N साइड से और यह है S साइड से इस ड्राइंग के बारे में भूल जाओ यह हम इसे छोड़ देंगें ठीक है तो फ्लक्स इसलिए जब यह एक क्षैतिज पोजीशन है यह साइड और यह साइड वहाँ कम फ्लक्स होगा या यह फ्लक्स को लीक नहीं करेगा तो इसका मतलब है इस पोजीशन पर इस पोजीशन पर प्रेरित वह EMF 0 होगा यह है अर्थात जो भी आरेख में है यह दिखाया गया है अब यह परिक्रमण कर रहा है यह एंटीक्लॉकवाइज दिशा में परिक्रमण कर रहा है इस तरह से यह परिक्रमण कर रहा है और माना एक कोण θ बना रहा है तो यह कोणीय गति है माना है ω तो θ ω t के बराबर है यह भौतिकी से है जानते है ठीक है तो इसका मतलब है तो इसका मतलब है तो यह पोजीशन पर है इसका मतलब है यह अब मान लिया जाए मुझे इसे साफ करने दें मुझे इसे साफ करने दें मान लीजिए यह है कहते है यह साइड A है और यह साइड B है Refer Slide Time 0432 तो इस कॉइल की यह चौड़ाई जिसका अर्थ है कि यह दूरी B के बराबर है इसका मतलब है यह A से B ठीक है तो यह है कहते है यह कॉइल की चौड़ाई है तो यह B है ठीक है और कॉइल की लंबाई यह कॉइल की लंबाई है यह l है ठीक है तो इस एक का एरिया ठीक है यदि यह आयताकार है तो यह l इनटू b है यह कॉइल का एरिया है ठीक है यदि यह सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर 2 यदि यह मीटर में है तो मीटर 2 में रखें ठीक है तो यह एरिया A है है l इनटू b के बराबर ठीक है तो अब मुझे इसे साफ करने दें तो यह कुछ कोण θ पर है और यह केंद्रक है यह केंद्रक है ठीक है और यह परिक्रमण कर रहा है वास्तव में यह चौड़ाई इसका मतलब है यह व्यास b के साथ एक सर्कल बना रहा है क्योंकि यह है यह चौड़ाई है यह चौड़ाई है यह है कि यह चौड़ाई है ठीक है जब यह परिक्रमण कर रहा है यह एक व्यास B बना रहा है और यह एक सर्कल है सर्कल खींचा गया है ठीक है तो किसी भी बिंदु पर वहाँ कुछ टैंजैन्सिअल वेलोसिटी होगी तो कहीं भी यह बिंदु A है और यह L है ठीक है और यह वर्टिकल है जिसे वर्टिकल घटक कहते है माना A N फिर वहाँ इसके साथ कोई मिक्स अप नहीं होना चाहिए क्योंकि यह उत्तरी पोल है और यह केवल A N है ठीक है यह उत्तरी पोल या कुछ भी नहीं है यह है मात्र बड़े वर्ण A N Refer Slide Time 0548 और यह M है और यह O है ओरिजिन यह O है ओरिजिन या केंद्रक ठीक है और यह कोण θ है अर्थात यह कोण θ है फिर यह कोण भी θ है और यह 90 डिग्री है तो यह कोण भी θ है ठीक है और यह बिंदु है यह बिंदु एक ठीक है यह है जिसे कहते है मूलभूत समझ जिसका अर्थ है जब कॉइल पोजीशन जब यह पोजीशन यह रोटेट करेगा माना 90 डिग्री इसका अर्थ है यह पोजीशन A यहाँ आएगी और यह B है और यह बिंदु यहाँ आएगा उस समय पर यह अगर अगर कल्पना करें प्राप्त करेंगें यह सिंगल टर्न है सभी फ्लक्स को प्राप्त करेंगें इससे जोड़ देंगें इसका अर्थ है जनरेट किया गया वोल्टेज अधिकतम होगा ठीक है तो फिर से यह बढ़ रहा है फिर आएगा जब A इस पर आएगा और B इस पर आएगा यह इस तरह परिक्रमण कर रहा है यह A है और पुनः यह B है यह क्षैतिज पोजीशन होगी उस समय पर वोल्टेज का जनरेट होना 0 होगा यह एक चक्रीय प्रक्रिया है ठीक है इसलिए मुझे आशा है समझ में आया होगा क्योंकि अगर सीधे तौर पर अगर मैं सीधे तौर पर वह साइनसोइडल या करंट वेव देता हूं तो भावनाएं थोड़ी अलग होंगीं इसलिए मैंने पहले इस तरह की चीज से शुरुआत की ठीक है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो अगला है इसलिए यदि जनरेट हुए वोल्टेज को देखें तो लूप के एक साइड जनरेट किया गया EMF Bl v sin θ है जो वास्तव में भौतिकी उच्च माध्यमिक भौतिकी से है इसलिए जब कॉइल एक कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण कर रहा है लूप के एक साइड EMF जनरेट होता है यह है क्योंकि यह एक लूप है यह एक कॉइल है एक B यह कॉइल है इसलिए यह एक लूप है यह Bl v sin θ होगा ठीक है तो B वास्तव में फ्लक्स घनत्व है जोकि टेस्ला या वेबर प्रति i 3 2 और l में है मैंने बताया यह लंबाई है l यह कॉइल की लंबाई है ठीक है यह कॉइल की लंबाई है ठीक है और B टैंजैन्सिअल वेलोसिटी है क्योंकि B ω t के बराबर है हम बाद में देखेंगें और यह sin θ है यह Bl v sin θ वोल्ट है ठीक है और यह साइड कॉइल की एक साइड है यह कॉइल की एक दूसरी साइड है तो दो साइड इसीलिए कुल जनरेट हुआ EMF होगा 2 Bl v sin θ वोल्ट ठीक है तो बस रूकिये तो इस मामले में अब v कंडक्टर की टैंजैन्सिअल वेलोसिटी है ठीक है तो यह b 2 होगा अर्थात यह b 2 है मतलब त्रिज्या ठीक है तो यह है यह व्यास है B मूल रूप से चौड़ाई है जब यह परिक्रमण कर रहा है यह वास्तव में व्यास है ठीक है तो B बराबर है जिसे कहते है व्यास Refer Slide Time 0842 तो यह मूल रूप से b 2 है त्रिज्या है तो ω b बराबर है b मूल रूप से 2 π 2 π n r के बराबर है ठीक है तो n r और r b 2 के बराबर है यह b 2 है तो इसी कारण से 2 π n r ठीक है तो वह है B 2 तो वह π b n i 3 प्रति सेकंड के बराबर है यह टैंजैन्सिअल वेलोसिटी है ठीक है n r p s रिवोल्यूशन प्रति सेकंड में दी गयी गति है b i 3 में लूप की चौड़ाई है मैंने बताया l i 3 में लूप के एक साइड की लंबाई है और B टेस्ला या वेबर प्रति i 3 2 में फ्लक्स घनत्व के बराबर है ठीक है और A बराबर है मैंने बताया था l b लूप का एरिया जिसे कहते है 2i 3 2i 3 में अथवा इसी प्रकार इसमें इस गणितीय अभिव्यक्ति में वह a है होगा i 3 2i 3 i 3 2 में ठीक है तो यह उच्चतर माध्यमिक भौतिकी से है अब मान लीजिए मुझे इसे साफ करने दें अब इसीलिए लूप में जनरेट हुआ EMF होगा e छोटी e के बराबर है बराबर है इस छोटी e के बराबर है 2 π B A n sin θ के ठीक है तो इस अभिव्यक्ति में क्या करते है मुझे करने दें बस मुझे इसे साफ करने दें कि इस अभिव्यक्ति में क्या करना है ठीक है इस Bl v sin θ को जान लें इस अभिव्यक्ति में रखें b π b n के बराबर है मेरा मतलब है मेरा मतलब है अगर इस अभिव्यक्ति में रख दूँ यह है 2 Bl इनटू π B n ठीक है Refer Slide Time 1008 तो वह B के बराबर है फिर sin θ तो l इनटू B यह l और B A के बराबर है और रखें इस अभिव्यक्ति में रखें फिर यह बन जाएगा इस अभिव्यक्ति में रखें फिर यह 2 π B a n sin θ वोल्ट बन जाएगा ठीक है तो मुझे इसे साफ करने दें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 अब अगर लूप को बदल दिया जाता है माना एक कॉइल तो n की संख्या में टर्न है ठीक है के पास n की संख्या में टर्न है फिर कुल EMF जनरेट होगा जो कि कॉइल में होगा 2 π B A गुणा करें इस टर्म को गुणा करें इस टर्म को गुणा करें बड़ा N यह N है माना कुल टर्न की संख्या तो यह होगा 2 π B A बड़ा N इनटू छोटा n sin θ वोल्ट ठीक है तो के बराबर है हम लिख सकते है इसका अर्थ है जनरेट किये गये EMF की मैक्सिमम वैल्यू Em होगी 2 π B a छोटा n इनटू बड़ा N ठीक है Refer Slide Time 1109 यह जनरेट किया गया मैक्सिमम EMF है ठीक है और अगर चाहते है तो इतना वोल्ट लगा सकते है ठीक है तो और तब कॉइल में जनरेट किये गये EMF की तात्कालिक वैल्यू होगी e Em sin θ के बराबर है ठीक है 2 π B A बड़ा N छोटा n इनटू sin θ वोल्ट के बराबर है ठीक है यही बात है अब θ समय t सेकंड में कोणीय विस्थापन है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो इस मामले में तो जब यह कॉइल मूव कर रहा है तो यह कॉइल मूव कर रहा है ठीक है और यह Refer Slide Time 1145 यह रोटेट कर रहा है यह रोटेट कर रहा है तो θ रोटेट कर रहा है तो θ वास्तव में ω t के बराबर है अर्थात 2 π n t क्योंकि यह रोटेट कर रहा है तो मुझे इसे साफ करने दें तो इसका अर्थ है अगर इस तरह से रखा जाता है θ ω t के बराबर है अर्थात 2 π n t ω कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड है फिर क्या कहें फिर यह समीकरण वह Refer Slide Time 1213 यह समीकरण e Em के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है फिर sin ω t ठीक है क्योंकि θ ω t के बराबर है हम जगह बदल रहे है θω t और यह Em है तो e Em sin ω t के बराबर है तो यह साइनसोइडल वोल्टेज के लिए अभिव्यक्ति है ठीक है तो e Em sin ω t के बराबर है Em जनरेट हुए वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है ठीक है तो फिर यह साइनसोइडल EMF है वह E बराबर है के थोड़ा बहुत यहां थोड़ा बहुत हमें होगा हमें यहां यह समझना होगा ठीक है ठीक शुरुआत से ही इसीलिये हमने बजाय फेज या किसी अन्य पर जाने के मूल से ही शुरू किया है बजाय पहले हमें यह करना होगा यह क्योंकि जटिल संख्या बार बार यहाँ शामिल होंगीं ठीक है तो E अब के बराबर है मैंने बताया था कि E बड़ी Em sin ω t के बराबर है T ठीक है Refer Slide Time 1306 तो यह वास्तव में यह क्या कहते है इसलिए यदि इसे प्लॉट करें तो यह 0 से 2 π तक है यह 1 साइकिल को पूरा कर रहा है क्योंकि यह इस तरह से जा रहा है और इस तरह से जा रहा है और जारी है यह जारी है और θ ω t के बराबर है ठीक है तो यह मैक्सिमम वैल्यू है यह मैक्सिमम वैल्यू Em है और यह साइड प्लॉट वास्तव में E है बराबर है इस चीज के मैक्सिमम वैल्यू के और यह साइड है क्या कहते है इसे यह साइकलिंग है तो यह साइड एक माइनस Em है यह साइड एक Em है और यह 0 है यह π 2 है यह π है यह 2 π है ठीक है तो यह θ है ω t के बराबर है यह है के लिए सिंगल के लिए कहते है अगर उस पर गौर किया जाए क्योंकि N पोल और S पोल और पोल का सिंगल युग्म ठीक है क्षमा करें देखें एक पोल के युग्म अब अगर एक AC जनरेटर तो मुझे इसे साफ करने दें अब यदि एक AC जनरेटर के पास पोल्स के p युग्म है ठीक है जब है N पोल और S पोल ठीक है Refer Slide Time 1408 तो यह एक पोल का युग्म है तो यह p है 1 के बराबर है क्योंकि हम एक युग्म ले रहे है 2 नहीं 2 पोल या 4 पोल हम पोल्स के युग्म ले रहे है मान लीजिए अगर मुझे इसे हटाने दीजिये अगर इस पर नजर डालें इस पर नजर डालें क्या कहते है बस रूकिये मान लीजिए अगर यहाँ मैंने इसे शुरू में यहाँ बनाया था मान लीजिए अगर यहां यह N पोल है यहाँ यह है S पोल N पोल S पोल और यह इस तरह से परिक्रमण कर रहा है यह इस तरह से परिक्रमण कर रहा है तो यहाँ इस मामले में p 2 के बराबर है यानी पोल्स के दो युग्म ठीक है Refer Slide Time 1443 तो यहाँ यह है N S N S तो 2 युग्म हमारे पास है p पोल के 2 युग्म के बराबर है तो यह है यह ज्यादा भी हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए जब हम यहां बात कर रहे है तो हम पोल की संख्या के बजाय पोल के युग्मों की बात करते है अगर कहें पोल की संख्या तो इस मामले में यह है p 2 पोल के बराबर है लेकिन जब पोल के युग्मों के बारे में बात कर रहे है यह है 1 और 1 एक साथ तो यह 1 पोल का युग्म है अर्थात N और S और यहाँ यह p 2 के बराबर है क्योंकि पोल्स के 2 युग्म ठीक है तो यदि ऐसा है तो तो इसीलिए यदि एक AC जनरेटर यदि एक AC जनरेटर के पास पोल्स के p युग्म है यह है गति और n r p s आवृत्ति के बराबर आवृत्ति के बराबर f हो सकती है यह छोटा f है नंबर ऑफ साइकल्स प्रति सेकंड के रूप में दिया जा सकता है ठीक है एक हर्ट्ज है एक हर्ट्ज है कि भारतीय प्रणाली में हमारी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है Refer Slide Time 1536 हमारी चीज वास्तव में 50 हर्ट्ज आमतौर पर प्रचलित है भारत में अधिकांश देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में यह 60 हर्ट्ज है और जापान में मुझे लगता है यह है 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज वहाँ दोनों सही है लेकिन भारत में है 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज मतलब यह है 50 साइकल्स प्रति सेकंड यह आवृत्ति है ठीक है तो 50 साइकल्स प्रति सेकंड तो इसका मतलब है तो इस मामले में f नंबर ऑफ साइकल्स प्रति सेकंड 50 हर्ट्ज आवृत्ति का अर्थ यह है 50 साइकल्स प्रति सेकंड ठीक है यहां दिखाएं यह 1 साइकिल है तो अगर साइनसोइडल वेवफॉर्म है तो यह ऐसी 50 साइकल्स को पूरा करेगा 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकल्स ठीक है फिर पता लगा सकते है 1 साइकिल गणना की जाएगी150 सेकंड अर्थात 00 जिसे 002 सेकंड कहते है ठीक है तो अब सवाल यह है कि यह नंबर ऑफ साइकल्स प्रति सेकंड अर्थात f तो इसे नंबर ऑफ साइकल्स प्रति रिवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन प्रति सेकंड के रूप में लिखा जा सकता है मेरा अर्थ है अगर इस तरह से लिखें यह नंबर ऑफ साइकल्स प्रति रिवोल्यूशन है तो लिख सकते है नंबर ऑफ साइकल्स प्रति रिवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन प्रति सेकंड Refer Slide Time 1647 तो यह रिवोल्यूशन प्रति सेकंड है ठीक है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन प्रति सेकंड तो यह मूल रूप से यह इसे रद्द कर देगा बन जाएगा नंबर ऑफ साइकल्स प्रति सेकंड तो इसीलिए नंबर ऑफ साइकल्स प्रति सेकंड हम लिख रहे है नंबर ऑफ साइकल्स प्रति रिवोल्यूशन इनटू यह है इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन प्रति सेकंड तो ठीक है तो नंबर ऑफ साइकल्स प्रति सेकंड वास्तव में यह होगी पोल्स के युग्मों की संख्या ठीक है इसलिए अगर पोल्स का 1 युग्म है यह होगी हो सकती है जो कहते है यह है नंबर ऑफ साइकल्स प्रति रिवोल्यूशन यह बनाएगा 1 साइकल प्रति रिवोल्यूशन अर्थात यह पता है यह इलेक्ट्रिकल चीज है तो इस मामले में इस मामले में अर्थात यह क्यों है N पोल और S पोल कि कि यहां मैंने लिखा है N S N S ठीक है तो यह इलेक्ट्रिकल चीज है हालांकि अगर यह होगा यह एक रोटेशन लगाएगा यदि यह है केवल N और S पोल फिर यह है 1 साइकल्स प्रति सेकंड ठीक है लेकिन अगर यह है युग्म हो सकते है यदि पोल के 2 युग्म है हालांकि यह बनाएगा जो उसे कहते है 360 डिग्री रोटेशन लेकिन इलेक्ट्रिकल रूप से यह नहीं है इलेक्ट्रिकल रूप से यह ठीक नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिकल रूप से यह होगी 2 साइकल्स ठीक है तो इसका अर्थ है यहां इसका अर्थ है यहां अगर इस पर गौर करें कि यह है p है नंबर ऑफ साइकल्स प्रति रिवोल्यूशन ठीक है तो यदि है पोल्स का 1 युग्म जो यह बनाएगा 1 साइकल प्रति रिवोल्यूशन क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है यह है मैकेनिकल चीज पर ध्यान नहीं दे रहे है हम इलेक्ट्रिकल चीज N S N S पर ध्यान दे रहे है माना माना इसका अर्थ है इसमें उस आरेख उसमें जो उसे कहते है यह आरेख यहां पोल्स के 2 युग्म है हालांकि यह रोटेट करता है इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली 360 डिग्री लेकिन यह मूल रूप से 2 साइकिल को पूरा करेगा क्योंकि यह N S और N S को स्वैप स्वाइप करेगा इस स्वाइप को लिंक करना होगा तो इसीलिये यह जो कहते है इसीलिये नंबर ऑफ साइकल्स प्रति सेकंड है नंबर ऑफ साइकल्स प्रति रिवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन प्रति सेकंड तो यह होगा p इनटू n इसका अर्थ है p इसके बराबर है p पोल के युग्मों की संख्या है यदि 4 पोल युग्म है क्षमा करें यदि 4 पोल्स है इसका अर्थ है 2 पोल युग्म है यह पोल युग्म है ठीक है तो 2 पोल युग्म तो इस मामले में नंबर ऑफ साइकल्स प्रति रिवोल्यूशन का अर्थ है यह 2 साइकल्स प्रति रिवोल्यूशन बनायेगा यद्यपि मैकेनिकल यह 360 डिग्री रोटेट करेगा लेकिन इलेक्ट्रिकली यह 2 साइकल्स प्रति सेकंड बनायेगा ठीक है क्योंकि चार पोल है जिसका अर्थ है 2 पोल युग्म इसलिए बाद में जब हम बहुत कुछ सीखते है में यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र है जब दूसरे वर्ष के लिए जाएंगें जब इलेक्ट्रिकल मशीन्स का अध्ययन करेंगें उस समय पर बहुत विस्तार से सीखेंगें ठीक है लेकिन यह पाठ्यक्रम सिर्फ कुछ बुनियादी विचारों को देने के लिए है यह विचार है कि यदि है पोल युग्मों की संख्या नंबर ऑफ साइकल्स प्रति रिवोल्यूशन के बराबर है यह चाहिये इसे ध्यान में रखना चाहिये ठीक है तो उदाहरण के लिए मैंने एक 4 पोल जनरेटर के लिए एक छोटा उदाहरण लिया है ठीक है अतः और माना आवृत्ति 50 हर्ट्ज है f 50 हर्ट्ज के बराबर है ठीक है तो n f p के बराबर है क्योंकि f इसके बराबर है यह सूत्र है f n p के बराबर है यह सूत्र है यह f है p n के बराबर है ठीक है तो n तब f p के बराबर है और यदि f 50 हर्ट्ज के बराबर है और p है जो कहते है यह एक 4 पोल जनरेटर है इसका अर्थ है p 2 के बराबर है क्योंकि यह है चार पोल मतलब 2 युग्म N और S इसे वहाँ होना चाहिए तो मूल रूप से दो युग्म तो इसका अर्थ है 502 यह होगा 50 25 r p s ठीक है रिवोल्यूशन प्रति सेकंड और यदि एक मिनट 60 सेकंड के बराबर है तो गुणा करें यह 60 तो यह होगा 1500 r p m ठीक है रिवोल्यूशन प्रति मिनट तो वह n होगा मुझे आशा है यह समझ में आया होगा ठीक है क्योंकि AC सर्किट या औसत वैल्यू मीन वैल्यू और अन्य चीज पर जाने से पहले मुझे आशा है यह समझ लेना चाहिए कि EMF कैसे जनरेट होता है बजाय इसके सीधे शुरू ले लिया जाय e बराबर है Em sin ω t अथवा i बराबर है i M sin ω t मैंने सोचा था कि मैं इस तरह की अवधारणा के साथ थोड़ा बहुत शुरुआत करूंगा ताकि हमारी समझ होगी थोड़ा बहुत जानेगें बेहतर ठीक है तो इसीलिये मैंने पहले इस एक के साथ शुरूवात की है फिर हम मीन वैल्यू और औसत वैल्यू पर आएंगें तो यह देने के लिए एक विचार है कैसे EMF जनरेट होता है और कैसे लोड और अन्य चीज जुड़ी होती है यह प्रथम वर्ष के स्तर पर दायरे से परे है तो इसीलिए मुझे इसे साफ करने दें यही कारण है इस आरेख में इस आरेख में कि इस आरेख में अर्थात यह हिस्सा कि यह लोड है ठीक है और यह जुड़ा हुआ है मैंने कुछ भी उल्लेख नहीं किया था क्योंकि इस पड़ाव पर लोड की आवश्यकता नहीं है ठीक है तो केवल जब DC मशीन या DC मोटर का थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगें उस पर मैंने इसी प्रकार की फिलोसफी बतायी थी मैं बताता हूं कैसे यह DC में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि एक AC क्वांटिटी जनरेट होती है ठीक है तो AC सिंगल फेज सर्किट के साथ शुरू करने को मुझे लगा यह होगा गहराई का आधार यह साइड ऊपरी साइड है है N और यह साइड है S ठीक है यह N से S की ओर जाने वाला फ्लक्स है जबकि N से S की ओर आ रहा है ठीक है तो इस तरह से यह जनरेट किया हुआ साइनसोइडल EMF है e को Em sin ω t के बराबर लेने के बजाय मैंने इसे समझने के लिए केवल एक ले लिया है ठीक है अब हम आते है मीन वैल्यू पर अर्थात औसत या मीन औसत वैल्यू या मीन वैल्यू हम कहते है एक RMS वैल्यू या हम एक प्रत्यावर्ती करंट की प्रभावी वैल्यू कहते है क्योंकि यह एकांतर है क्योंकि यह चलती है माइनस माइनस इसलिए प्रत्यावर्ती करंट ठीक है इसलिए और यह सममित है sin ω t एक सममित है ठीक है सममित वेवफॉर्म ठीक है यह और माइनस साइड दोनों समान है एरिया यदि देखें साइड और माइनस साइड यह समान है समान है के साथ जिसे कहते है समय अंतराल ठीक है तो यह औसत मीन है और यह RMS कुछ समय के लिए औसत वैल्यू बराबर होती है मीन वैल्यू RMS वैल्यू अर्थात रूट मीन 2 वैल्यू देखेंगें क्या है इसे एक प्रत्यावर्ती करंट की प्रभावी वैल्यू कहा जाता है अब यहाँ के लिए हमारे समझने के लिए हमने क्या किया है यहाँ हमने इसे नहीं लिया है जिसे कहते है एक साइनसोइडल वेवफॉर्म इस तरह हमने कुछ वेव फॉर्म लिए है लेकिन सममित यदि इस साइड और इस साइड में देखें Refer Slide Time 2308 और यह है यह समय अवधि T है माना 0 से T और यह है यह समय T 2 है ठीक है यह T 2 है और यह है यह है 1 2 3 4 5 6 अगर सेकंड और सेकंड में लें अब मान लीजिए कि इस पर प्रत्येक अर्थात सैंपलिंग इंस्टेंट भी अब अब बता दिया जाता है ठीक है तो इस बिंदु पर यह i1 है और यह I2 है यह है i3 i 4 i 5 और इसी तरह प्रत्येक आकार या सैंपलिंग इंस्टेंट या हर बार जो कुछ भी रास्ता लें सही लें मान लीजिए यह है i1 I2 i3 यह आयेगी T2 तक T2 तक आयेगी अब यह करंट है यह है माना करंट वेवफॉर्म इस पर बाद में आयेंगें तो यह करंट वेवफॉर्म है तो एक आधी साइकिल पर औसत वैल्यू अर्थात I औसत I बड़ा हमने लिया है I औसत को i1 I2 i3 से in तक के बराबर मेरा अर्थ है सभी वैल्यू i1 I2 i3 से in तक लें और in विभाजित करें n इस समय अंतराल तक n तक कंसीडर करना चाहिए तो यह वास्तव में औसत वैल्यू है या इस तरह से कर सकते है या औसत वैल्यू होगी वक्र के नीचे एरिया का पता लगाएं यह है और हम इसे केवल आधी साइकिल पर निकालेंगें क्योंकि यह सकारात्मक साइड है यह नकारात्मक साइड है तो यह सममित है यदि औसत वैल्यू लेते है यहाँ से पूरी साइकिल के लिए पूर्ण साइकिल के लिए यहाँ से यहाँ तक यह होगी 0 क्योंकि यह सकारात्मक एरिया है और यह नकारात्मक एरिया है यह 0 हो जाएगा हम ऐसा नहीं करेंगें सममित वेवफॉर्म के लिए हम सिर्फ आधी साइकिल तक जाएंगें तो केवल इस तक तो T2 तक समग्र रूप से नहीं क्योंकि इस एक से यह 0 होगा ठीक है तो वह रूचि नहीं रखता है या यहाँ तक कि एक आधी साइकिल तो एक आधी साइकिल पर औसत वैल्यू इसीलिए इसे आधी साइकिल पर लिखा जाता है यह है i1 I2 i3 से इस एकn तक यह औसत वैल्यू है या यह एक आधी साइकिल पर एरिया बनाता है तो यह एरिया है यह आधी साइकिल पर एरिया है विभाजित करें आधी साइकिल के आधार की लंबाई से और आधे के आधार की यह लंबाई T2 है इस तक ठीक है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो उसका अर्थ है यह मेरा T 2 है और यह T है और यह है यह आधार है T 2 तो उसका अर्थ है अर्थात आधी साइकिल के आधार की लंबाई से विभाजित इसलिए एरिया मान लीजिए यह I अभिव्यक्ति ज्ञात है तो 0 से T 2 को एकीकृत कर सकते है फिर i इनटू d t क्योंकि यह है यह i के लिए अभिव्यक्ति है यह है एक सम साइनसोइडल सम लेने के बजाय मैंने सममित वेवफॉर्म को लिया और यह विभाजित आधी साइकिल के आधार की लंबाई तो यह T2 है तो 1 T 2 इसलिए यह औसत वैल्यू है ठीक है बाद में हम अभिव्यक्ति देखेंगें यह औसत वैल्यू है अब अगला यह है कि हमें रूट मीन 2 वैल्यू रूट मीन 2 वैल्यू r m s वैल्यू या प्रभावी वैल्यू पर आना है ठीक है मुझे इसे साफ करने दें तो इस मामले में इस मामले में क्या किया गया है कि मान लें यह प्लॉट i 2 प्लॉट है यह i है और अगर प्लॉट i 2 तो यह इस तरह आ रहा है यह T 2 है और यह T है यह ओरिजिन है यह i यह i है और यह i 2 है यह i 2 प्लॉट है ठीक है अगर से i 2 को प्लॉट करें से यह है यह जिसे कहते है कि जब रूट मीन 2 वैल्यू को ज्ञात करने का प्रयास करते है यह एरिया यह सकारात्मक साइड है अब क्योंकि यह 2 है यह नकारात्मक था लेकिन अगर 2 यह है यह इस तरह से जा रहा है इसलिए यदि RMS वैल्यू बनाने के लिए आधी साइकिल या पूर्ण साइकिल यह एक ही परिणाम देगा क्योंकि इस एक का एरिया और इस का एरिया समान है तो वैसे भी केवल इस आधी साइकिल को कंसीडर करेंगें क्योंकि ये समान है समान एरिया यदि 0 कंसीडर करें यदि यदि 0 से T 2 कंसीडर करें ठीक है यदि विभाजित करें T 2 या 0 से T विभाजित करें 2 उस में दोनों को कवर किया जाएगा इसलिए अंतिम अर्थ एक ही है इसलिए हम केवल कंसीडर करेंगें जिसे कहते है केवल आधी साइकिल ठीक है यहां तक कि r m s वैल्यू के लिए पूर्ण साइकिल लें यह समान परिणाम देगा इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो इस मामले में क्या हो रहा है इसी प्रकार यहाँ की तरह i1 पर अगर मानें 1 2 3 4 गणना कर सकते है यह i1 2 यह i है यह I2 2 है यह i3 2 इसी प्रकार यहाँ यह है i1 I2 i3 इसके लिए 2 है क्योंकि यह है एक 2 ठीक है तो जो भी वैल्यू मिलेगी यह i1 2 है यह I2 है यह 1 है यह 2 है यह 3 है इसी प्रकार T 2 तक है और यह T है ठीक है इसलिए यदि है कुछ n ऐसी ही वैल्यू T के टर्म्स में जाने से पहले यदि है कुछ n ऐसी ही वैल्यू ठीक है तो यह होगा औसत एरिया अथवा जो कहते है हीटिंग इफेक्ट पर निर्भर करता है जोकि है करंट का 2 है क्योंकि DC सर्किट में हमने पॉवर लॉस का अध्ययन किया है i 2 r के बराबर है ठीक है तो रूट मीन 2 वैल्यू हीटिंग इफेक्ट पर निर्भर करती है अर्थात करंट का 2 मूल रूप से जैसे ही हम करंट के 2 के टर्म्स में ले रहे है यह हीटिंग इफेक्ट पर निर्भर करता है क्योंकि i 2 r हमने देखा है i 2 r DC सर्किट में समाप्त हो गया है वही AC सर्किट पर भी लागू होगा हम उस पर आएंगें तो इसीलिए औसत हीटिंग इफेक्ट i1 2 I2 2 से लेकर in 2 तक विभाजित n के समानुपातिक है ठीक है है ऐसे ही n ऐसी ही i1 I2 in 2 वैल्यू और विभाजित n ठीक है यह औसत हीटिंग इफेक्ट है जो आनुपातिक है के यह आनुपातिक है के ठीक है i1 2 I2 2 से लेकर in 2 तक विभाजित n के ठीक है तो मुझे इसे साफ करने दें तो इस मामले में मान लीजिए अब हम r m s वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगें मान लीजिए i i समान प्रतिरोधक में समान हीटिंग उत्पादित करने के लिए प्रत्यक्ष करंट की वैल्यू है जैसा कि उत्पादित किया जाता है एक प्रत्यावर्ती करंट ठीक है इसलिए हमें कुछ मानकर चलना होगा कि I समान प्रतिरोधक में समान हीटिंग उत्पादित करने के लिए प्रत्यक्ष करंट की वैल्यू होगी जैसा कि उत्पादित किया जाता है प्रत्यावर्ती करंट ठीक है तो फिर हम क्या कर सकते है हम लिख सकते है I2 2 बराबर है I 2 के बराबर है i1 2 I2 2 से लेकर in 2 तक विभाजित n के ठीक है या I बराबर है √i1 2 I2 2 से लेकर in 2 तक इसे जोडें विभाजित n के ठीक है Refer Slide Time 2910 यह है कुल 2 रूट या यह एक मूल रूप से यह एक इस वक्र का यह एरिया I 2 वक्र केवल यह वक्र और यह समय T 2 है यह T है हम आधी साइकिल लेंगें तो यह T 2 है इसीलिए यह I 2 वक्र का एरिया विभाजित आधार की लंबाई का अंडर रूट यह अंडर रूट है I 2 वक्र का एरिया तो यह I 2 वक्र का एरिया विभाजित आधार की लंबाई है अर्थात T 2 0 से T 2 तो यह T 2 माइनस 0 है इसलिए आधार की लंबाई जो कि एक आधी साइकिल पर है यहां तक कि पूर्ण साइकिल में भी यह समान परिणाम ही देगा क्योंकि यह एरिया और यह यह एक सममित है तो इसके पास एक समान ही एरिया है ठीक है तो एक आधी साइकिल पर तो इसका अर्थ है इसे 0 से T2 i 2 d t के रूप में लिखा जा सकता है और यह थोड़ा सा है यह है T 2 1 T 2 ठीक है 0 से T 2 I2 d t ठीक है तो इस तरह से यह पता लगाया जा सकता है कि वैल्यू क्या है जिसे कहते हैI वैल्यू और इसे कहा जाता है r m s वैल्यू रूट मीन 2 वैल्यू या प्रभावी वैल्यू और औसत वैल्यू कभी कभी हम मीन वैल्यू कहते है ठीक है तो इसका अर्थ है मुझे इसे साफ करने दें इसका अर्थ है इसका अर्थ है औसत के लिए सीधे तौर पर हम आधी साइकिल ले रहे है रूट मीन 2 वैल्यू के लिए पहले हम इसे स्क्वायर 2 कर रहे है Refer Slide Time 3037 वह i 2 ठीक है और तदनुसार वह हीटिंग इफेक्ट जो करंट के 2 के आनुपातिक होगा तो यह औसत हीटिंग इफेक्ट है इसके समानुपाती है ठीक है और इसीलिए I 2 हम इस तरह लिखते है i1 2 I2 2 in 2n और इसीलिए I 2 i1 2 I2 2 से लेकर in 2n के बराबर है ठीक है यह n है ठीक है और 2√ एक आधी साइकिल पर i 2 वक्र का एरिया आधार की लंबाई के बराबर है सबकुछ मैंने लिख दिया है तो यह मूल रूप से यह 2√1T2 फिर 0 से T 2 i 2 d t ठीक है तो अब एक साइनसोइडल वोल्टेज या एक करंट की इस औसत और RMS वैल्यूज पर आते है • Glossary English Word Hindi Word Meaning anticlockwise एंटीक्लॉकवाइज वामावर्त area एरिया क्षेत्रक्षेत्रफल Canada कनाडा कनाडा centimeter सेंटीमीटर सेंटीमीटर circle सर्कल वृत्त circuit सर्किट परिपथ coil कॉइल कुण्डली conductor कंडक्टर सुचालक consider कंसीडर विचार करें constant कांस्टेंट अचल convert कन्वर्ट रूपान्तरण cover कवर सम्मिलित करना current करंट धारा current wave करंट वेव धारा तरंग cycle साइकिल चक्र cycling साइकलिंग चक्रीयता degree डिग्री अंश draw ड्रा खींचना drawing ड्राइंग चित्रांकन करना electrical इलेक्ट्रिकल विद्युतीय electrically इलेक्ट्रिकली विद्युत द्वारा engineering इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी flux फ्लक्स फ्लक्स generate जनरेट उत्पन्न करना generator जनरेटर जनित्र heating effect हीटिंग इफेक्ट तापक प्रभाव Hertz हर्ट्ज हर्ट्ज induction machine इंडक्शन मशीन प्रेरण यंत्र into इनटू में Japan जापान जापान leak लीक रिसाव link लिंक कड़ी linkage लिंकेज सहलग्नता load लोड भार machines मशीन्स यंत्रों manual मैनुअल हाथों द्वारा maximum power transfer theorem मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय mean मीन औसत mechanical मैकेनिकल यांत्रिक mechanically मैकेनिकली यंत्रवत् minus माइनस ऋण minute मिनट मिनट mix up मिक्स अप अच्छी तरह मिलना motor मोटर मोटर move मूव चलना number of cycles नंबर ऑफ साइकल्स चक्रों की संख्या origin ओरिजिन उद्गम philosophy फिलोसफी तत्वज्ञान plot प्लॉट खींचना pole पोल ध्रुव poles पोल्स ध्रुवों position पोजीशन अवस्था power loss पॉवर लॉस शक्ति हानि prime number प्राइम नंबर अभाज्य संख्या quantity क्वांटिटी मात्रा radian रेडियन रेडियन reference रिफरेन्स संदर्भ resonance रेजोनेंस प्रतिध्वनि revolution रिवोल्यूशन परिक्रमण root mean रूट मीन वर्गमूल औसत rotate रोटेट चक्रानुसार घुमाना rotation रोटेशन चक्रानुक्रम sampling instant सैंपलिंग इंस्टेंट नमूना चुनने का क्षण second सेकंड सेकंड side साइड सिरासतह single phase AC circuit सिंगल फेज AC सर्किट एकल चरण AC परिपथ single phase transformer सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एकल चरण ट्रांसफार्मर single turn सिंगल टर्न एकल घुमाव sinusoidal साइनसोइडल साइनसोइडल sinusoidal waveform साइनसोइडल वेवफॉर्म साइनसोइडल तरंग square स्क्वायर वर्ग swap स्वैप अदला बदली करना swipe स्वाइप बदलना tangential velocity टैंजैन्सिअल वेलोसिटी स्पर्शरेखा वेग Tesla टेस्ला टेस्ला three phase थ्री फेज तीन चरण under root अंडर रूट अंडर रूट value वैल्यू मूल्य vertical वर्टिकल ऊर्ध्वाधर video वीडियो चलचित्र volt वोल्ट वोल्ट voltage वोल्टेज वोल्टेज Weber वेबर वेबर